शब्द संग्रह समय त्रुटि एक्चुएटर नियंत्रक गेन ट्रांसफर फंक्शन एक्चुएटर सैचुरेशन सुप्रभातPID कंट्रोल के इस पाठ्यक्रम के पाठ 11 मैं आपका स्वागत है पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम अनुदेशात्मक उद्देश्यों की समीक्षा करेंगे सबसे पहले हम यह सीखेंगे की किस तरह PID कंट्रोल से संबंधित पैरामीटर्स को औद्योगिक संदर्भ में परिभाषित किया जाए दूसरा हम एक घटनाजो PID कंट्रोल में बहुत बार होता हैके बारे में विस्तार से व्याख्या और वर्णन करेंगे यह घटना को इंटीग्रेटर विंड अप के नाम से भी जाना जाता है हम लोग डेरिवेटिव कंट्रोल भाग को लागू करने के विभिन्न तरीकों की व्याख्या करेंगे हम निम्नलिखित की भी व्याख्या करेंगे हम एक तरीके की व्याख्या करेंगे जो है बमप्लेस ऑटो मैनुअल ट्रांसफर मतलब किस तरह कंट्रोल को ऑटो से मैनुअल या मैनुअल से ऑटो पर हस्तांतरित किया जाए ताकि यह प्रक्रिया को बिना कोई झटका पहुंचाए हो पाए और अंत में हम PID कंट्रोल के डिजिटल क्रियान्वयन का वर्णन करेंगे इसलिए दूसरे शब्दों में आज हम PID कंट्रोल के विभिन्न व्यवहारिक पहलुओं को देखेंगे ठीक है तो चलिए हम PID समीकरण के साथ शुरुआत करते हैं यह PID समीकरण है जिसे हमने पिछले पाठ में भी देखा था यहां Kp समानुपातिक गेन है यह समानुपातिक बैंड नहीं है जैसा कि यह लिखा हुआ है यह समानुपातिक गेन है इसी के जैसा एक पैरामीटर जिसे समानुपातिक बैंड कहते हैं को भी PID कंट्रोलर के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है हम लोग शीघ्र ही देखेंगे कि यह किस तरह समानुपातिक गेन से संबंधित है अगला पैरामीटर है Ti Ti को रिसेट समय कहा जाता है और इसे बहुत ही अजीब लगने वाली इकाई से व्यक्त किया जाता है जिसे कहते हैं मिनट रिपीट अगला है डेरिवेटिव समय डेरिवेटिव टाइम इसकी इकाई मिनट पर ध्यान दें यह थोड़ा असामान्य लग सकता है लेकिन याद रखें कि विशिष्ट रासायनिक प्रक्रियाओं का टाइम कांस्टेंट मिनट मैं होता हैइसलिए ये समय प्रायः मिनट में व्यक्त किए जाते हैं यह PID समीकरण एक बहुत ही जाने माने कंट्रोल वैज्ञानिक Karl Johan Astrom का तथाकथित पाठ्यपुस्तक संस्करण है इस पाठ में हम यह देखेंगे कि इस समीकरण को लागू करने से पहले हमें इसमें बहुत सारे संशोधन करने पड़ेंगे तो सबसे पहले हम इसके विभिन्न शब्दों को परिभाषित करते हैं तो सबसे पहले हम परिभाषित करेंगे समानुपातिक गेन या समानुपातिक बैंड को समानुपातिक लाभ अच्छी तरह से जाना जाता है यह Kp है जो Δ u Δ e या ue होता है जबकि समानुपातिक बैंड नया शब्द है और इसे व्युत्क्रम तरीके से परिभाषित किया जाता है समानुपातिक बैंड को त्रुटि के बैंड के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कंट्रोलर आउटपुट मैं 100 भिन्नता का कारण बनता है और सामान्यतः इसे माप की सीमा के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता हैइसलिए यह परिभाषा है तो यह एक व्युत्क्रम तरीका है जहां गेन ue होता है यहां हम PB को त्रुटि के बैंड के रूप में परिभाषित कर रहे हैं जो कंट्रोलर आउटपुट या मैनिपुलेटेड इनपुट मैं 100 भिन्नता का कारण बनता है ठीक है इसलिए इस संदर्भ में यह Kp का व्युत्क्रम है तो इस चित्र को देखें यह आगे के मामलों को और स्पष्ट करेगातो कंट्रोलर इनपुट को देखिए मान लीजिए यह सेट प्वाइंट है वर्तमान में सेट प्वाइंट यहां है ओके इसलिए अगर आउटपुट का माप इस क्षेत्र में कहीं है तो यह कई प्रकार की त्रुटियों को उत्पन्न करेगा और अगर आप एक समानुपातिक बैंड का उपयोग करते हैं तो जैसे जैसे त्रुटि बढ़ेगा आउटपुट भी बढ़ेगा इस मामले में समानुपातिक कंट्रोलर के पास वास्तव में 50 बायस है इसका मतलब है कि जब त्रुटि शून्य है तब भी कंट्रोलर का 50 आउटपुट रहता है क्षमा करें यह लाइन मिल रहा है तो आमतौर पर यह 50 पर निर्धारित रहता है इसलिए कंट्रोलर आउटपुट समीकरण वास्तव में दिया जाता है u Kp C तो एक कांस्टेंट टर्म C जुड़ा हैऔर यह कांस्टेंट टर्म वास्तव में 50 है इसलिए जब e शुन्य है तब भी आपको 50 आउटपुट मिलता है क्योंकि यहां पर हमेशा एक स्टेडी स्टेट त्रुटि रहेगाजैसा कि हमने पिछले पाठ में देखा था इसलिए होता यह है कि जैसे जैसे त्रुटि इस तरफ या उस तरफ बदलता है आउटपुट घटता है या बढ़ता है और अगर त्रुटि यहां से यहां तक बदलता है तो प्लांट का इनपुट 0 से 100 तक बढ़ जाता है इसलिए यह एक त्रुटि का बैंड है जो कंट्रोलर आउटपुट में 0 से 100 का बदलाव उत्पन्न करता है और यही समानुपातिक बैंड है ठीक है तो जबकि Kp Δu Δe है समानुपातिक बैंड को 100 Kpसे परिभाषित किया जाता है इसलिए अब आप आसानी से पता कर सकते हैं कि यह प्रतिशत में त्रुटि देता है जो इनपुट में 100 बदलाव का कारण बनता है जाहिर है अगर Kp का मान कम होगा तो PB का मान ज्यादा होगा और यदि PB का मान कम होगा तो Kp का मान ज्यादा होगा ठीक है तो अब एक उदाहरण देखते हैं मान लीजिए हम एक तापमान कंट्रोल लूप की बात कर रहे हैं जहां पूर्ण पैमाने पर माप 50 डिग्री सेंटीग्रेड है मान लीजिए कि 20C की त्रुटि जोकि500C का 4 है इनपुट में 100 बदलाव उत्पन्न करता है इसलिए हो सकता है कि एक हीटर हो जिसका आउटपुट 0 वाट से 5000 वाट या 1000 वाट या जो भी हो बदल जाएगा इसलिए अगर त्रुटि 2 डिग्री सेल्सियस से बदलता है तो हीटर का आउटपुट 0 से 100 बदल जाएगा इसलिए इस मामले में त्रुटि में 4 का बदलाव इनपुट में 100 बदलाव का कारण बनेगा इसलिए इस मामले में समानुपातिक बैंड 4 है तो समानुपातिक बैंड का यह मतलब है अब हम इंटीग्रल गेन को देखते हैं जो इंटीग्रल टाइम और समानुपातिक बैंड के रूप में व्यक्त किया जाता है अब आप यहां सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों है मैं इंटीग्रल गेन को KI के रूप में व्यक्त करने के बदले मैं इसे KPTI के रूप में क्यों व्यक्त कर रहा हूं डेरिवेटिव गेन जिसे मैं KD कह सकता हूं मैं उसे के KP TD रूप में व्यक्त कर रहा हूं इसका कारण क्या है इसका कारण इतिहास में अंतर्निहित है आपको पुराने हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक PID कंट्रोलर की बनावट के बारे में पता हैउनकी बनावट ऐसी थी कि उपकरण का एक भाग KP को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और दूसरा Ti भाग को कंट्रोल करता था और एक और भाग TD को कंट्रोल करता था इसलिए कंट्रोलर के कुछ निश्चित अलग अलग भाग होते हैं जो KP Ti और Td को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैंइसलिए एक KP TI का संपूर्ण इंटीग्रल गेन और KP TD का संपूर्ण डेरिवेटिव गैन प्राप्त होता हैतो यह वह सिद्धांत है जहां से इंटीग्रल टाइम और डेरिवेटिव टाइम मिलता है लेकिन अगर आपके पास माइक्रोप्रोसेसर आधारित कंट्रोलर है तो इन सब चीजों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है और आप समतुल्य रूप से काम कर सकते हैं तो अब इनका मतलब समझते हैं क्योंकि हम यह अच्छी तरह से समझ चुके है कि Ki और Kd कुछ नहीं बल्कि गेन है तो अब देखते है कि इंटीग्रल टाइम का मतलब क्या है इसलिए इंटीग्रल टाइम समानुपातिक कंट्रोल प्रयास या स्टेप त्रुटि सिग्नल के लिए कार्रवाई को दोहराने मे लगा समय है तो होता यह है कि यह उतना स्पष्ट नहीं है इसलिए हम एक परिदृश्य को देखते हैं अब मान लीजिए यह एक PI कंट्रोलर हैठीक है मान लीजिए हम इसमें एक स्टेप त्रुटि सिग्नल दे रहे हैंमाफ कीजिए हमारे पास एक स्टेप इनपुट है अगर हम इस कंट्रोलर में एक स्टेप इनपुट देते हैं तो आउटपुट u किस तरह बदलेगा आउटपुट u इस तरह बदलेगा तो Kp भाग तुरंत बढ़ेगा इसलिए यह Kp e होगा और तब इंटीग्रल त्रुटि को इंटीग्रेट करना प्रारंभ कर देगा इसलिए यह ऊपर जाएगा और कुछ समय पश्चात इस इनपुट का इंटीग्रल भाग इनपुट के समानुपातिक भाग के बराबर हो जाएगा इसलिए अगर समानुपातिक कंट्रोल इनपुट Kp हैऔर क्योंकि हमने त्रुटि को इकाई लिया हुआ है इसलिए Ti समय के बाद कुल इनपुट 2 Kpहो जाएगा या इंटीग्रल भाग समानुपातिक भाग को दोहराएगा इसलिए इस अर्थ में इस परिभाषा को समझाया गया यह समानुपाती कंट्रोल प्रयास को एक स्टेप त्रुटि सिग्नल के लिए दोहराने में लिया गया समय है ठीक है और हम सभी जानते है कि इंटीग्रल गेन को Kp Ti के रूप में व्यक्त किया जाता है तो अब इस परिभाषा से यह साफ हो गया है कि क्यों इसे मिनट दोहराव minuterepeat के रूप में व्यक्त किया जाता है अगर यह जारी रहता है तो हर Ti मिनट के लिए इंटीग्रल भाग Kp के गुणात्मक समतुल्य इनपुट उत्पन्न करेगा ठीक है तो ये सब समानुपातिक कंट्रोल हैयह लगातार हर Ti मिनट के बाद दोहराएगाइसी संदर्भ में इसकी इकाई मिनट दोहराव minuterepeat है तो यह इंटीग्रल भाग की व्याख्या है अब हम डेरिवेटिव भाग की ओर जाएंगे फिर से हमारे पास एक डेरिवेटिव गेन है और हमारे पास एक डेरिवेटिव टाइम है तो डेरिवेटिव टाइम एक रैंप त्रुटि सिग्नल के लिए समानुपातिक भाग को डेरिवेटिव भाग के बराबर होने में लगा समय है इसलिए फिर से वही चीजें हैं अब इस चित्र को देखिए अब हमारे पास एक PD कंट्रोलर है ठीक है तो अगर अब आप एक रैंप सिगनल इनपुट में देंगे मान लीजिए रैंप सिगनल का ढलान e डॉट है तो अब डेरिवेटिव टर्म अचानक बढ़ जाएगा क्योंकि यहां एक कांस्टेंट e डॉट है इसलिए यहां तुरंत एक KD ė टर्म आएगा और KP अब ऊपर की ओर जाने लगेगा क्योंकि e ऊपर जा रहा है इसलिए TD समय बाद यह KP ė TD हो जाएगाइसलिए अगर KD ė KP ė TD है जो एक डेरिवेटिव टर्म आउटपुट है तो KD KP TD यह डेरिवेटिव टाइम है जिसके बाद समानुपातिक कार्रवाई डेरिवेटिव कार्रवाई को दोहराएगा तो यह डेरिवेटिव टाइम के मतलब को समझाता है अब हम PID कंट्रोलर के क्रियान्वयन पर आते हैं और मूल रूप से अब हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कठिनाइयाँ हो सकती है अगर हम समानुपातिक एवं इंटीग्रल और डेरिवेटिव टर्म को इस तरह लागू करने की कोशिश करें तो पहले हम इंटीग्रल टर्म को विस्तार से देखते हैं और देखेंगे कि क्या होता है जब एक्चुएटर सैचुरेशन हो अब आप देखेंगे कि एक्चुएटर सैचुरेशन वास्तव में बहुत ही सामान्य है इस संदर्भ मैं की सिर्फ कुछ निश्चित मामलों में ही सेट पॉइंट्स बदलते रहता है इसलिए मान लीजिए कि समय का सेट प्वाइंट 80 पर है और यह अपने अधिकतम मान के लगभग 60 के आसपास रहता है और यह संभवतः 5 तक पहुंचता है ऐसा कुछ 100 तक पहुंचता है अब अगर आपको एक एक्चुएटर बनाना है जो 100 कंट्रोल इनपुट के लिए भी पूर्ण रूप से समानुपातिक आउटपुट दे पाए तो इसके लिए एक्चुएटर को बहुत बड़ा रहना होगा मतलब मैं यह कहना चाह रहा हूं कि एक्चुएटर का पावर रेटिंग बहुत ज्यादा होगा अब हम एक एक्चुएटर लेंगे जो 70 75 कंट्रोल इनपुट के समानुपातिक इनपुट उत्पन्न कर पाए और उसके बाद यह संतृप्त हो जाए आप बहुत दुर्लभ मामलों को देने जा रहे हैं कभी कभी असाधारण मामलों में आप 75 या 80 इनपुट दे देंगे और उस समय कुछ त्रुटि आएगा और आप उसको सहन करने के लिए तैयार है इसलिए यह बहुत सारे मामलों में होता है इसलिए अब हम देखेंगे कि एक्चुएटर सैचुरेशन के इन मामलों का PID कंट्रोलर पर क्या प्रभाव होता है तो आइए इस मामले को बहुत ध्यान से देखते हैं मान लीजिए यह अधिकतम संभव आउटपुट है जो एक्चुएटर उत्पन्न कर सकता हैऔर यहां यह संतृप्त हो रहा हैअब यह इसके आगे कोई आउटपुट उत्पन्न नहीं कर पाएगा लेकिन जो सेट प्वाइंट दिया गया है वह इससे ज्यादा है इसलिए एक्चुएटर स्वाभाविक रूप से इस सेट पॉइंट के लिए पर्याप्त इनपुट नहीं दे पाएगा इसलिए होगा यह कि आउटपुट बढ़ेगा और यहां यह संतृप्त हो जाएगा मतलब आउटपुट इस पॉइंट के बाद नहीं बढ़ पाएगा और इतनी राशि का त्रुटि मौजूद रहेगा यह स्टेडी स्टेट त्रुटि है जो मौजूद रहेगाकोई इस बारे में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आप कोई भी कंट्रोलर इस्तेमाल कर लें एक्चुएटर इनपुट नहीं दे पाएगा इसलिए प्लांट इनपुट नहीं बढ़ेगा ठीक है अब मान लीजिए सेट प्वाइंट घट गया है यहां आपको पता चला कि यह उस सेट प्वाइंट तक नहीं पहुंच पा रहा है इसलिए इसे घटा दिया गयाइसलिए अब यह आउटपुट एक्चुएटर के पहुंच में हैइसलिए वांछनीय यह है कि एक्चुएटर तुरंत वहां पहुंच जाए क्योंकि कंट्रोल क्रिया के कारण आउटपुट नीचे आ जाएगा और हम 0 स्टेडी स्टेट त्रुटि पॉइंट तक पहुंच जाएंगे जैसा कि इंटीग्रल कंट्रोल मैं सामान्य है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है ऐसा क्यों नहीं होता है अब मान लीजिए आपने इस त्रुटि को बनाए रखा आपने तुरंत इसे नहीं घटायाबल्कि आपने इसे कुछ समय तक जारी रखा इसलिए अब यह हो रहा है कि यहां इस समय के दौरान त्रुटि कांस्टेंट है इसलिए कंट्रोल आउटपुट का समानुपातिक भाग कांस्टेंट रहता है लेकिन कंट्रोल इनपुट का इंटीग्रल भाग बढ़ते रहता है इसलिए PID कंट्रोलर में मौजूद इंटीग्रल त्रुटि को इंटीग्रेट करते रहता है लेकिन यह कंट्रोल इनपुट उत्पन्न नहीं कर सकता क्योंकि वास्तव में अगर PID कंट्रोलर का आउटपुट बढ़ रहा है तो यह एक्चुएटर इनपुट में भी आ रहा है लेकिन एक्चुएटर आउटपुट नहीं दे पा रहा है क्योंकि यह पहले ही संतृप्त हो चुका है अब मान लीजिए कि कुछ समय बाद अब कंट्रोल इनपुट को कम कर दिया गया है अब क्या होने जा रहा है अब यह देखा जा रहा है कि जबकि यह वांछनीय है कि कंट्रोल इनपुट तुरंत कम हो जाए और वांछित स्टेडी स्टेट पॉइंट तक पहुंच जाए लेकिन ऐसा नहीं होता है बल्कि कंट्रोल इनपुट इस बात का अनदेखा करते हुए कि सेट प्वाइंट कम हो गया है उसी स्तर पर जारी रहता है और कुछ समय बाद ही एक्चुएटर कंट्रोल सेट प्वाइंट के अनुसार प्रतिक्रिया देना प्रारंभ करता है अब इस घटना को इंटीग्रेटर विंड अप कहते हैं तो मूल रूप से हुआ यह है कि इंटीग्रेटर फूला हुआ या तैरता हुआ हो गया हैइसने यह महसूस नहीं किया है कि प्लांट इस आउटपुट नहीं पहुंच सकता है और यह लगातार ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल इनपुट देते जा रहा है और उड़ा जा रहा है तो यही इंटीग्रेटेड विंड अप है और यह इस तथ्य के कारण होता है कि देखिए इस समय के दौरान जब त्रुटि कायम है मान लीजिए इस पॉइंट सेत्रुटि लगातार बना हुआ है इसलिए समानुपातिक इनपुट कांस्टेंट है लेकिन इंटीग्रल इनपुट बढ़ रहा है तो मान लीजिए इस समय पर यह इस मान तक पहुंच गया है अब सेट प्वाइंट कम कर दिया गया है और यह संतृप्त आउटपुट है इसलिए इंटीग्रल संतृप्तता के स्तर से बहुत आगे हैं क्योंकि अब सेट प्वाइंट कम कर दिया गया है इसलिए अब त्रुटि नेगेटिव हो गया है इसलिए अब इंटीग्रल का मान भी घट रहा है लेकिन अभी भी यह धनात्मक है इस पॉइंट पर देखें इस पॉइंट पर कंट्रोल इनपुट अभी भी संतृप्तता के स्तर से ज्यादा है इसलिए आउटपुट अभी भी कायम है इसलिए काफी समय बाद इस समय पर यह इनपुट के संतृप्तता के स्तर से नीचे आता है और फिर यह और नीचे की ओर जाने लगता है इसलिए इस बिंदु के बाद आउटपुट कम होना प्रारंभ कर देगा तो इसलिए प्रमुख विचार यह है कि इंटीग्रल को लगातार उड़ने नहीं देना चाहिए और यह समय के साथ उड़ेगा अगर एक्चुएटर सैचुरेशन जैसी घटना के कारण त्रुटि लगातार बनी रहती है यह कई तरीकों से किया जा सकता है यह उन्हीं में से एक योजना है जो इसे कर सकता है तो इसे कैसे किया जाए अब इस कंट्रोलर को देखिए हमारे पास एक सामान्य PD कंट्रोलर है यह डेरिवेटिव टर्म है जिसे हम कुछ समय के लिए नज़रअंदाज़ कर सकते हैंतो अब हमारे पास एक समानुपातिक टर्म आ रहा है यहां एक डेरिवेटिव टर्म भी आ रहा है लेकिन हम उसे इस स्लाइड में नहीं मानेंगे तो यहां क्या हो रहा है यहां वास्तव में यह एक्चुएटर है ठीक है तो एक्चुएटर का एक सैचुरेशन करैक्टेरिस्टिक्स हैयह प्लांट इनपुट है और यह कंट्रोलर का आउटपुट है इन दोनों के बीच में एक्चुएटर हैतो आप यह कर रहे हैं कि आप वास्तव में भौतिक प्लांट इनपुट को माप रहे हैं आप या तो यह कर सकते हैं या आप कंट्रोलर में ही एक्चुएटर का एक मॉडल ले सकते हैं और इनपुट देने से पहले यह जांच सकते है कि क्या वास्तव में यह संतृप्तता के स्तर को पार कर रहा है या नहीं आप या तो इसे सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं या आप फिर से एक सेंसर का उपयोग कर सकते हैं यह देखने के लिए कि क्या इनपुट जा रहा है अब जब v u से ज्यादा होगा तब यह एक्चुएशन त्रुटि नेगेटिव हो जाएगा अब आप यह करना चाहते हैं कि अब आप इस एक्चुएशन त्रुटि को लेते हैं और इसे यहां देते हैं तो यहां एक नेगेटिव टर्म आ रहा है और यहां त्रुटि धनात्मक है इसलिए PID मैं एक धनात्मक इंटीग्रल टर्म आ रहा है इसलिए आपको इस गेन को इस तरह परिभाषित करना होगा कि जब भी v यह नेगेटिव हो जाए यह सिग्नल 0 हो जाए इसलिए जब यह सिग्नल 0 हो जाएगा तो इंटीग्रेटर नहीं बढ़ेगा तो इसलिए इंटीग्रेटर आउटपुट का मान कांस्टेंट रहेगा इसलिए आप देखें कि जब भी आप एक ऐसा इनपुट दे रहे हैं जो एक्चुएटर सैचुरेशन का कारण बन सकता है तो यह विशेष पथ जिसे हमने PID कंट्रोलर में जोड़ा हैअब इंटीग्रल टर्म को उड़ने से रोकेगा इसलिए जब सेट प्वाइंट को कम किया जाता है तो प्लांट आउटपुट उसका आसानी से अनुसरण करेगा ठीक है तो यह एक वो योजना है जिसे एंटी रिसेट विंड अप के लिए उपयोग किया जाता है कभी कभी इंटीग्रल वाइंड अप को रिसेट विंड अप भी कहते हैं तो अब अगली बात पर आते हैं मैं कह रहा था कि ऐतिहासिक रूप से कई PID कंट्रोलर हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक उपकरणों का उपयोग करके बनाए जाते थे इसलिए उनकी एक निश्चित संरचना थी तो यह एक आम बनावट है जहां जैसा कि मैंने कहा था कि कंट्रोलर का एक भाग गेन को बनाने में उपयोग किया जाता है आमतौर पर जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ उपकरण जैसे फ्लैपर नोजल जिसे हम देखेंगे और भी कई उपकरण हैं जैसे बेलौस या orifices और कंस्ट्रिक्शन जोकि टाइम कांस्टेंट को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है तो इस बनावट को देखिए अगर आप इसे बनाएंगे कुछ समय के लिए भूल जाइए कि यह यहां हैमतलब मान लीजिए कि यह सीधे यहां जाता है तो आप अगर इस ढांचे को लेते हैं तो आप पाएंगे कि अगर आप u और v के बीच ट्रांसफर फंक्शन निकाले तो आप पाएंगे कि सबसे पहले यह ध्यान दें कि यहां KI को KP TI के रूप में लिया गया है तो यहां एक परस्पर क्रिया होती है इसे इंटरएक्टिव मोड कहा जाता है क्योंकि अगर आप समानुपातिक गेन KP को बदलेंगे तो इंटीग्रल गेन KI भी बदलेगाइसलिए आप जब भी KP को बदलते हैं और अगर आप इंटीग्रल गेन को स्थिर रखना चाहते हैं तो आपको KI को भी बदलना होगा इसलिए नान इंटरएक्टिव मोड में कई पैरामीटर्स को नहीं बदला जा सकता है लेकिन ये इंटरएक्टिव होंगेओके और यह सीमक है अगर मान एक निश्चित सीमा से ज्यादा होगा तो यह उसे सीमित कर देगा और अगर मान एक निश्चित सीमा से कम भी होगा तो यह उसे भी सीमित कर देगा तो अगर कुछ समय के लिए आप इस सीमक को नज़रअंदाज़ कर दें तो u और v के बीच का ट्रांसफर फंक्शन होगा 11STi इसलिए जब आप इसे Kp से गुना कर देते हैं तो आपको PI कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन मिलता हैठीक है यह आप देख भी सकते हैं कि जो आपने बनाया है यह वही है जिसका ट्रांसफर फंक्शन है KP11STi लेकिन आपने इसे इस तरीके से बनाया है अब इस सीमक की भूमिका के बारे में देखते हैं जो इस संरचना में इंटीग्रल विंड अप से बचने के लिए इस्तेमाल किया गया है तो आप देखते हैं कि अगर u का मान बढ़ते जाता है जो वास्तव में एक्चुएटर में जा रहा हैतो अगर u का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो यह सीमक जोकि इस कंट्रोलर में ही है इसे सीमित कर देगा इसलिए u कांस्टेंट हो जाएगा तो यदि u कांस्टेंट हो जाता है तो यह एक साधारण फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन जैसा होगा इसलिए उस समय इनपुट भी कांस्टेंट हो जाएगा तो अब यह होगा कि यह त्रुटि भी कांस्टेंट हो जाएगा इसलिए v कांस्टेंट रहेगा और क्योंकि u एक उच्च स्तर पर पहुंच गया है तो किसी एक स्तर जहां आपने सीमक को सेट किया होगा पर u भी कांस्टेंट रहेगा इसलिए अब जब u कांस्टेंट हो गया है तो PI कंट्रोलर का आउटपुट भी अनिश्चित रूप से नहीं बढ़ेगा बल्कि सीमित हो जाएगा इसलिए यह एक और तरीका है जिसके द्वारा एंटी रीसेट विंड अप योजना को आमतौर पर हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक कंट्रोल में लागू किया जाता है